सभी को नमस्कार मेरे अगले व्याख्यान में आपका स्वागत है जहां हम कार्बेन की प्रतिक्रियाओं का फिर से अध्ययन करने जा रहे हैं हमने शुरू किया है कि जोड़ प्रतिक्रियाएँ तीन प्रकार की वास्तविक प्रतिक्रियाएँ हैं जिनका हम कार्बेन के लिए अध्ययन करेंगे एक है यह जोड़ प्रतिक्रिया सम्मिलन प्रतिक्रिया और पुनर्व्यवस्था प्रतिक्रिया अब हम वास्तव में अतिरिक्त अभिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं पिछली कक्षा में हम ऐल्कीन की कार्बाइन के साथ योगिक अभिक्रिया के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं और हमने उल्लेख किया है कि यह जोड़ कार्बेन की प्रकृति पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए यदि हम सिंगलेट कार्बाइन लेते हैं तो यह कुछ प्रकार की प्रतिक्रियाएं देगा यदि यह कार्बाइन को तीन गुना कर देता है तो यह एक अन्य प्रकार की प्रतिक्रिया देगा वहां हमने उस सिंगलेट कार्बाइन का अध्ययन किया है उन्होंने एल्केन्स के साथ कैसे प्रतिक्रिया की है और हमने पाया कि इस सिंगलेट कार्बेन का जोड़ एक ठोस तरीके से काम करता है और वे प्रतिक्रियाएं प्रकृति में अत्यधिक स्टीरियो विशिष्ट हैं अतः आज हम ऐल्कीन में त्रिक कार्बेनों के योग के बारे में जानेंगे तो ऐल्कीन की ओर ट्रिपल कार्बाइन जोड़ना ठीक है तो वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे पिछली कक्षा की तरह फिर से हम इस Z olefine को ठीक ले सकते हैं अब अगर हमारे पास बेहतर समझ के लिए यह ट्रिपल कार्बाइन है तो मैं इस तरह से आकर्षित कर सकता हूं जिसे हम वास्तव में ट्रिपल कार्बाइन कर सकते हैं तो ब्रैकेट में हम ट्रिपल कार्बाइन लिख सकते हैं ठीक है और सामान्य तौर पर हमने पहले उल्लेख किया है कि उनके व्यवहार किसी प्रकार के डायरैडिकल ओके की तरह हैं तो अब यह ट्रिपल कार्बाइन वे ओलेफिन के साथ कैसे प्रतिक्रिया करेंगे तो अगर यह शुरुआत में इस ओलेफाइन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह इस प्रकार के मध्यवर्ती उत्पन्न करेगा इसलिए कुछ ऐसा ठीक है अब यह इस धीमे कदम के लिए जा सकता है जो धीमी स्पिन फ़्लिपिंग ठीक है अन्यथा यह बंधन को ठीक नहीं कर सकता है दोनों समान प्रकार के स्पिन में हैं इसलिए यदि आप देखते हैं कि वे समान प्रकार के स्पिन हैं तो वे नहीं कर सकते इसलिए वे बंधन नहीं बना सकते तो इस प्रकार स्पिन फ़्लिपिंग की आवश्यकता है ठीक है अब एक बार धीमी स्पिन फ़्लिपिंग हो रही है तो यह वास्तव में यह इलेक्ट्रॉन देता है जो इस स्पिन को फ़्लिप कर सकता है ठीक है तो अब वे विपरीत स्पिन कर रहे हैं ठीक है वे विपरीत स्पिन कर रहे हैं अब वे कार्बन कार्बन बंधन बना सकते हैं तो यह पहला कदम है और वे कार्बन कार्बन बंधन को ठीक कर सकते हैं एक बार जब वे कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकते हैं या एक बार वे कार्बन कार्बन बॉन्ड उत्पन्न कर सकते हैं तो वास्तव में हमें अपनी वांछित साइक्लोप्रोपेन रिंग मिल जाएगी लेकिन यहां फिर से हम साइक्लोप्रोपेन रिंग को समान स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ शुरुआती सामग्री की तरह प्राप्त करेंगे तो समग्र ज्यामिति यहाँ संरक्षित है लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चूंकि यह इस प्रकार के चरणों में चल रहा है इसलिए पर्याप्त समय का अवसर है कि ये विशेष मध्यवर्ती जो इस मुक्त कार्बन कार्बन बंधन रोटेशन के माध्यम से जा सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं यह एक एकल बंधन कार्बन कार्बन बंधन है अब यह अपने आप घूम सकता है तो मुक्त कार्बन कार्बन बंधन घूर्णन तो एक बार ऐसा हो जाने के बाद स्पष्ट रूप से ज्यामिति को उदाहरण के अनुसार स्क्रैम्बल किया जाएगा यह इस तरह है ठीक है तो कुछ इस तरह ठीक है एक बार यह एक बन जाएगा फिर इस साइक्लोप्रोपेन रिंग को तैयार करने के लिए उन्हें यह कार्बन कार्बन बंधन यहां बनाना होगा इसके लिए फिर से इस स्पिन फ़्लिपिंग की आवश्यकता है ठीक है तो यह स्पिन फ़्लिपिंग इस तरह से काम करेगी ठीक है यह स्पिन फ़्लिपिंग काम करेगी और यहाँ सॉरी देना ठीक है अगर स्पिन फ़्लिपिंग होती है तो जाहिर है यह ऐसे काम करेगा जैसे हम कहते हैं और फिर यह दोनों बंधन बना सकते हैं और यह पहली प्रक्रिया है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन है जो हमारी वांछित साइक्लोप्रोपेन रिंग देगी लेकिन एक अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ ठीक है इसलिए यदि आप यहां देखते हैं कि सिंगलेट कार्बाइन के मामले में केवल एकल उत्पाद रूप है तो ठीक है इसलिए स्टीरियोकैमिस्ट्री को संरक्षित करना लेकिन इस मामले में स्टीरियोकैमिस्ट्री का एक पांव मारना है यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह स्पिन फ़्लिपिंग जो आम तौर पर एक अन्य अणु के साथ टकराव के माध्यम से होती है सामान्य रूप से प्रतिक्रियाओं में विलायक होगा तो विलायक अणु के साथ अगर यह टकराता है तो ही यह स्पिन फ्लिपिंग के लिए जा सकता है ठीक है तो एक बार यह स्पिन फ़्लिपिंग होने के बाद ही यह कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकता है ठीक है तो इस ट्रिपल कार्बाइन को एल्केन के अलावा हम इन प्रतिक्रियाओं को स्टीरियोसेलेक्टिव कह सकते हैं ठीक है तो यहां इस प्रारंभिक सामग्री की स्ट्रीओकेमिस्ट्री को स्क्रैम्बल किया गया है और इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के माध्यम से इंटरमीडिएट में रोटेशन इस तरह के स्टिरियोकेमेस्ट्री के स्क्रैम्बलिंग को ट्रिगर करता है और इससे यह दो अलग अलग उत्पाद मिलते हैं यहां यह हो रहा है यह एक प्रमुख उत्पाद है प्रतिक्रियाओं में और यहाँ प्रतिक्रियाओं में यह मामूली उत्पाद है लेकिन यहाँ जाहिर है हमें दो उत्पादों का मिश्रण ठीक मिल रहा है भले ही हम एक विशेष स्टीरियोकैमिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि हम एक ओलेफिन जेड ओलेफिन ले रहे हैं लेकिन हम दो अलग अलग साइक्लोप्रोपेन उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं जो कि एक सीआईएस है और दूसरा ट्रांस है ठीक है उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर हम इस डायज़ो यौगिकों को रासायनिक रूप से विकिरणित करते हैं तो वह कार्बेन उत्पन्न कर सकता है और हमने उत्पाद में क्या पाया कि यह उत्पाद में z है यह उस साइक्लोप्रोपेन को इस प्लस की तरह उत्पन्न करता है ठीक है तो यह लगभग ६५ प्रतिशत है और यह लगभग ३५ प्रतिशत है तो इस प्रतिक्रिया के इस परिणाम से हम सुझाव दे सकते हैं कि निश्चित रूप से इस डायज़ो यौगिकों के इस फोटोकैमिकल विकिरण द्वारा उत्पन्न कार्बाइन वास्तव में ट्रिपल कार्बाइन उत्पन्न कर रहा है ठीक है तो हमने शुरू में जो सुझाव दिया है वह रासायनिक रूप से हम साबित कर सकते हैं कि इस अतिरिक्त प्रतिक्रियाओं के माध्यम से इस कार्बाइन की प्रकृति ठीक है अगला हम कक्षीय समरूपता दृष्टिकोण के माध्यम से सिंगलेट कार्बाइन के माध्यम से इन ठोस प्रतिक्रियाओं को जोड़ने के दौरान देखेंगे ठीक है तो आइए देखें कि यह इस सिंगलेट कार्बाइन के 12 साइक्लो जोड़ प्रतिक्रियाओं को कैसे काम करता है ठीक है तो इससे पहले हम जानते हैं कि सामान्य रूप से हम इसके ऑर्बिटल्स खींचते हैं हम देखते हैं कि यहाँ यह HOMO है और यह LUMO है ठीक है तो LUMO का अर्थ है सबसे कम खाली आणविक कक्षीय और HOMO का अर्थ है उच्चतम व्याप्त आणविक कक्षीय ठीक है तो इन π2 प्रणाली के लिए तो यह π2 प्रणाली है यह इसकी कक्षीय आणविक कक्षा होनी चाहिए ठीक है अब यदि हम एल्केन HOMO लेते हैं क्योंकि हम एक ओलेफिन के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक कार्बाइन फाइन के साथ है तो आइए हम इसका कक्षक बनाएं आइए इसकी कक्षीय समरूपता की जांच करें तो हमने यह Z ओलेफिन लिया है और इसलिए यह एल्केन HOMO है इसलिए यह एल्केन HOMO ठीक है अब हम कार्बाइन का LUMO देखेंगे क्योंकि एल्केन HOMO कार्बाइन LUMO के साथ प्रतिक्रिया करेगा इसलिए यदि आप कार्बाइन LUMO देखते हैं तो यह कार्बाइन LUMO है जहां यह खाली p कक्षीय है तो यह खाली p कक्षीय है और यह भरा हुआ कक्षीय है तो इस मामले में खाली p कक्षीय जो कार्बाइन LUMO है तो यह है हम यहाँ की तरह आकर्षित कर सकते हैं तो यह कार्बाइन LUMO है तो एल्केन्स सबसे अधिक व्याप्त आणविक कक्षीय है जिसे हमने यहां इस तरह से खींचा है और यह कार्बेन सबसे कम खाली आणविक कक्षीय है ठीक है तो अब अगर हम देखते हैं कि वे इस बंधन को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं तो हम कहें कि अगर हम जांचते हैं कि यह अच्छी तरह से बंधन बातचीत कर रहा है लेकिन आप इसे ऐसा बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह बंधन बातचीत नहीं दे रहा है यह विरोधी दे रहा है बंधन अंतःक्रियाएं तो यह बॉन्डिंग इंटरैक्शन है और यह एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन है ठीक है तो इस तरह निश्चित रूप से इस प्रत्यक्ष दृष्टिकोण के माध्यम से हम पूर्ण बंधन नहीं बना सकते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं हो रहा है अब अगर हम विपरीत तरीके से लेते हैं तो यहां हमने एल्केन होमो और कार्बाइन लूमो लिया है आइए हम इसके विपरीत लेते हैं जिसका अर्थ है कि हम एल्केन LUMO और कार्बाइन HOMO लेंगे तो आइए हम इस एल्कीन LUMO को यहाँ खींचते हैं जिसे हमने पहले ही खींचा है ठीक है अब यहाँ भरा हुआ है हम इसे पसंद कर सकते हैं इसलिए यह एल्केन LUMO है अब हम कार्बाइन HOMO खींचेंगे ठीक है अब आइए देखें कि यह कैसे है यह है यह भरा हुआ sp2 है और यह खाली π कक्षीय है ठीक है तो यहाँ यह भरा हुआ 2 sp2 कक्षीय है जो कार्बाइन के लिए उच्चतम व्याप्त आणविक कक्षीय के रूप में कार्य कर रहा है और एल्केन के मामले में सबसे कम खाली आणविक कक्षीय यह खाली π ठीक है आइए देखें कि क्या उनकी बॉन्डिंग है अगर आप इसे देखते हैं तो यह बॉन्डिंग इंटरेक्शन को अच्छी तरह से दे रहा है ठीक है लेकिन यह एक एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन है ठीक है इसलिए यह एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन फाइन है तो इस मामले में भी अगर हम देखते हैं कि सिंगलेट कार्बाइन के साथ इस प्रकार के साइक्लोएडिशन के लिए ये दो प्रत्यक्ष दृष्टिकोण संभव नहीं हैं तो यहाँ हम उल्लेख कर सकते हैं कि इस सिंगलेट कार्बाइन के लिए प्रत्यक्ष दृष्टिकोण असंभव है क्योंकि अगर हम देखते हैं कि यह इस प्रत्यक्ष दृष्टिकोण के माध्यम से कुछ एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन दे रहा है तो ठीक है तो यह संभव नहीं है लेकिन प्रतिक्रियाएं हो रही हैं तो यह प्रतिक्रियाएं वास्तव में कैसे काम कर रही हैं हम अभी देखेंगे ठीक है तो आइए एक नजर डालते हैं कार्बाइन के एल्केन की ओर साइडवे अप्रोच पर अत अब हम ऐल्कीन के प्रति कार्बाइन के पार्श्व अभिगम के बारे में जानेंगे तो ओलेफिन ओके की ओर इस कार्बाइन को जोड़ने के लिए प्रत्यक्ष दृष्टिकोण काम नहीं करता है तो कक्षीय समरूपता इसे मंजूरी नहीं दे रही है तो आइए देखें कि साइडवे दृष्टिकोण कैसे काम कर रहा है तो यहाँ अगर हम फिर से देखें तो हम एल्केन HOMO और कार्बाइन LUMO लेंगे तो हम इसे फिर से ठीक करेंगे तो हमने इस Z olefin को ठीक कर लिया है अब इसके HOMO का अर्थ है तो यह संबंधित ओलेफिन उच्चतम व्याप्त आणविक कक्षीय है अब आप देखेंगे कि यह LUMO है जिसका अर्थ है खाली p कक्षीय जिसे हम देखेंगे हमने देखा है जब यह सीधे मेरी पिछली स्लाइड या पिछली स्लाइड में आ रहा है हमने देखा है कि जब यह सीधे आ रहा है तो यह नहीं दे रहा है संबंध बातचीत ताकि असंभव हो जाए अब हम इस विशेष रिक्त p कक्षक का पार्श्व दृष्टिकोण देखेंगे तो यहाँ ठीक है तो यह इस कार्बाइन का p कक्षक है तो यह खाली p कक्षीय है और यह भरा हुआ कक्षीय ठीक है अब अगर हम देखते हैं कि साइड वे अप्रोच है तो यह अच्छी तरह से इस बॉन्डिंग इंटरैक्शन को दे रहा है ठीक है तो दोनों तरह से यह संबंधित बॉन्डिंग इंटरैक्शन दे रहा है यहां भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन यहां भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन ठीक है तो इस तरह वास्तव में एल्केन HOMO और कार्बाइन LUMO यदि साइडवे दृष्टिकोण पर विचार किया जा सकता है तो निश्चित रूप से यह कक्षीय समरूपता हो रही है ठीक है और इस तरह ये प्रतिक्रियाएं अच्छी तरह से हो सकती हैं अब हम विपरीत दिशा में जाँच करेंगे हमने पहले भी दो अलग अलग तरीकों से जाँच की है कि एल्केन HOMO और कार्बाइन LUMO के साथ साथ कार्बाइन HOMO और alkene LUMO भी ले रहे हैं लेकिन यह काम नहीं करता है ठीक है क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग दे रहे हैं परस्पर क्रिया लेकिन यहाँ एल्केन की ओर इन कार्बाइन के साइडवे अप्रोच में हमने जो इन एल्केन HOMO को पाया वह कार्बाइन LUMO के साथ इस बॉन्डिंग इंटरैक्शन को अच्छी तरह से बना रहा है आइए हम विपरीत तरीके से देखें कि अब हम एल्केन LUMO और कार्बाइन HOMO लेंगे जिसका अर्थ है अब हम एल्केन LUMO लेंगे जिसका अर्थ है कि सबसे कम खाली आणविक कक्षीय जो आप देखते हैं तो इस 2 इलेक्ट्रॉन प्रणाली की तरह और इस तरह से भरा कुछ इस तरह ठीक है तो यहाँ यह HOMO होगा और यह LUMO होगा हमने पहले भी दिखाया है तो इस मामले में यह एल्केन LUMO है जिसे हम ड्रा करेंगे ठीक है हम इसी एल्केन LUMO को लेंगे जो कि यह है तो यह LUMO है इसका मतलब है कि यह खाली है और हम संबंधित कार्बाइन HOMO लेंगे जो कि यह है इसलिए भरा हुआ खेद है अब हम जाँच करेंगे कि यह यहाँ इंटरेक्शन है और बॉन्डिंग इंटरैक्शन भी है और यहाँ भी बॉन्डिंग इंटरैक्शन है ठीक है तो यह बॉन्डिंग इंटरैक्शन है और यहां बॉन्डिंग इंटरैक्शन भी है तो दोनों मामलों में तो यहाँ हमने sp2 भरा हुआ कक्षीय लिया है और यह खाली π कक्षीय है और इसे एल्केन LUMO माना गया है और यह sp2 भरा हुआ है जो कि कार्बाइन HOMO है तो इस मामले में दोनों साइडवे दृष्टिकोण वास्तव में दे रहे हैं व्याख्याएं कि ये कार्बेन वास्तव में अल्केन्स के साथ कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं ठीक है यदि हम इन साइक्लोप्रोपेन उत्पाद को देखें तो वे लगभग टेराहेड्रल व्यवस्थाएं हैं जो उनके पास हैं और यदि आप देखते हैं कि वे प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो वे वास्तव में इस तरह से शुरू कर रहे हैं जैसे कि यह Z है इसलिए यदि आप इन कार्बेन को ठीक देखते हैं तो सामान्य तौर पर वे कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं ठीक है तो इसलिए हाइड्रोजन परमाणु अपनी जगह पर घूमता है इसलिए हाइड्रोजन परमाणु जो इस चतुष्फलकीय प्रकार की व्यवस्था देने के लिए झूलते हैं और अंत में यह इस स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ साइक्लोप्रोपेन रिंग देता है ठीक है तो यह समग्र दृष्टिकोण है कि प्रत्यक्ष दृष्टिकोण साइडवे दृष्टिकोण जो दर्शाता है कि यह संबंध कहां हो रहा है जहां नहीं और इस तरह हम वास्तव में यह व्याख्या कर सकते हैं कि इस सिंगलेट कार्बेन के लिए ये 1 2 साइक्लोडोडिशन इस ठोस तरीके से कैसे हो रहे हैं और इस प्रकार के सिंगलेट कार्बेन के साथ उनकी स्टीरियो विशिष्ट प्रतिक्रियाएं कैसे हो रही हैं